नमस्कार तो पिछले सत्र में हम 3 फेज सर्किट के फेज सीक्वेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो हम वहीँ से अपनी चर्चा जारी रखेंगे और हम देखेंगे जब हम 3 फेज वोल्टेज सोर्स फेज सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि फेज सीक्वेंस के दो संभावित कॉम्बिनेशन हैं पहले सीक्वेंस में हम चर्चा करते हैं कि हम इसे एबीसी या पॉजिटिव सीक्वेंस कहते हैं जहां रिफरेन्स वोल्टेज से 120 डिग्री लीडिंग है और फिर से से 120 डिग्री लीडिंग है तो हम लिख सकते हैं उस स्थिति में यदि आप एबीसी सीक्वेंस को काउंटर क्लॉक वाइज घूमते हुए देखते हैं और यह जनरेटर के रोटर के रोटेशन की डायरेक्शन में है अब अगला संभावित कॉम्बिनेशन acb सीक्वेंस है जिसे एक नेगेटिव सीक्वेंस कहा जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप रिफरेन्स फ़ेसर जो लीड है और लीड 120 डिग्री से तो हम लिख सकते हैं तो अब उस स्थिति में यदि आप देखते हैं कि फेज सीक्वेंस abc इस डायरेक्शन में घूमेगा जो रोटर के घूमने की डायरेक्शन के विपरीत है अब जनरेटर कनेक्शन की तरह जिस पर हमने पहले चर्चा की थी 3 फेज लोड या तो वाई कनेक्टेड हो सकता है या आप स्टार कनेक्टेड कह सकते हैं या डेल्टा कनेक्टेड और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास उस विशेष लोड से संबंधित किस प्रकार का उपयोग है तो इस मामले में वाई कनेक्टेड है आपके पास स्टार कॉम्बिनेशन में न्यूट्रल के साथ लोड हो सकता है जो उपलब्ध हो सकता है या उपलब्ध नहीं भी हो सकता है यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपके पास न्यूट्रल अलग से मौजूद होऔर कनेक्शन के लिए उपलब्ध हो तो यहां आपके पास के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम हो सकता है या आपके पास लोड के लिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो सकता है अब अगला कॉम्बिनेशन डेल्टा कनेक्टेड है तो यह मूल रूप से डेल्टा कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ आप देखेंगे कि abc ट्राइएंगुलर फैशन में कनेक्टेड है और फेज ABC को लोड से बाहर लिया गया है और यदि आप इस व्यवस्था को इस व्यवस्था को देखते हैं तो आप न्यूट्रल कनेक्शन को बाहर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड लोड से न्यूट्रल कनेक्शन को लेना असंभव है अब चाहे वह स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड कहेंगे कि यदि यह अनबैलेंस्ड है तो फेज इम्पीडेन्स बराबर नहीं होगा और फेज सीक्वेंस भी आउट ऑफ़ फेज होगा तो आपके पास दोनों मैगनीटुड के साथ साथ फेज भी हैं दोनों में से एक आउट ऑफ़ फेज होगा या दोनों मैगनीटुड के साथ साथ फेज भी ऑफ़ फेज हो सकता है तो जब आप कहते हैं कि लोड बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है कि फेज इम्पीडेन्स लोड के तीनों हिस्से में बराबर है और इन फेज में हैं इन फेज का मतलब है कि फेज के संबंध में बराबर रूप से जुड़े होंगे तो बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड या Y कनेक्टेड लोड के मामले में आपके पास सभी बराबर होंगे तो आपके पास होगा तो एक फेजर क्वांटिटी के अलावा और कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि मैगनीटुड के साथ साथ फेज दोनों ही तीनों हिस्से में बराबर हैं बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्शन के मामले में आपके पास होगा तो स्टार कनेक्टेड के लिए हर हिस्से में इम्पीडेन्स को कहेंगे डेल्टा कनेक्टेड के मामले में हम कहेंगे अब हम पहले ही अपने पिछले लेक्चर में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा कर चुके हैं तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का संदर्भ लेते हैं जब आप डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क को स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में परिवर्तित करते हैं तो हम पहले ही साबित कर चुके हैं कि होगा इसी प्रकार है यदि आप कनेक्ट करते हैं यदि आप एक स्टार कनेक्टेड लोड को डेल्टा कनेक्टेड लोड में परिवर्तित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्टेड या वाय कनेक्टेड लोड डेल्टा कनेक्टेड लोड में परिवर्तित हो सकता है या इसके विपरीत स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से जिसकी हमने पहले चर्चा की थी अब चूँकि आपके पास सोर्स और लोड दोनों 3 फेज कनेक्टेड हो सकते हैं स्टार या डेल्टा तरीके से कनेक्टेड और तो अब हमारे पास सोर्स और लोड के बीच कनेक्शन के चार संभावित कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 1 वाई वाई कनेक्शन यानी वाई कनेक्टेड सोर्स के साथ कनेक्टेड लोड 2 Y ∆ कनेक्शन 3 ∆ ∆ कनेक्शन 4 ∆ Y कनेक्शन अब यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड बैलेंस्ड वाई कनेक्टेड लोड की तुलना में नेटवर्क में अधिक प्रचलित है क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड लोड के साथ यह आसान है कि आप डेल्टा कनेक्टेड लोड के प्रत्येक फेज से लोड को लगा या हटा सकते हैं यह वाई कनेक्टेड या स्टार कनेक्टेड में मुश्किल है क्योंकि हमेशा न्यूट्रल का होना संभव नहीं है जो कनेक्शन के लिए बाहर से उपलब्ध है इसीलिए बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड ज्यादा उचित है लोड में परिवर्तन करने के लिए या डेल्टा कनेक्टेड लोड के किसी भी हिस्से में लोड में परिवर्तन करने के लिए या लोड हटाने के लिए लेकिन दूसरी तरफ आप डेल्टा कनेक्टेड सोर्स को एक सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं देखेंगे क्योंकि यदि आपके पास डेल्टा कनेक्टेड सोर्स है तो आप सर्क्युलेटिंग करंट देखेंगे क्योंकि डेल्टा एक डेल्टा मेष का निर्माण करेगा जो डेल्टा नेटवर्क सोर्स के अंदर करंट सर्क्युलेट होने का कारण बनेगा और इसका कारण है तीनों फेज के वोल्टेज में किसी भी मामूली अनबैलेंस का होना तो इस वजह से सर्क्युलेटिंग करंट होगा और यह जनरेटर के कॉइल के ओवरहीटिंग का कारण होगा तो हम आम तौर पर डेल्टा कनेक्टेड सोर्स का उपयोग नहीं करते हैं अब एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें वोल्टेज सेट के फेज सीक्वेंस को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है हमें पहले क्या करना है पहले हम इसे फ़ेसर में परिवर्तित करेंगे तो हम देखते हैं कि से 120° लीड पर है और से 120° लीड पर है इसलिए हमारे पास एसीबी सीक्वेंस है अब हम उन कनेक्शनस के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमने पहले देखा कि सोर्स और लोड के बीच चार संभावित कॉम्बिनेशन हैं Y Y Y डेल्टा डेल्टा डेल्टा और डेल्टा Y कनेक्शन तो हम पहले सोर्स और लोड के लिए YY कनेक्शन के साथ शुरुआत करेंगे हम वाई वाई कनेक्शन के साथ क्यों शुरू कर रहे हैं क्योंकि किसी भी बैलेंस्ड 3 फेज सिस्टम को स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से वाईवाई सिस्टम में बदला जा सकता है तो इसलिए इस सिस्टम को बाकि बचे हुए 3 फेज सिस्टम को हल करने के लिए एक कुंजी के रूप में माना जाता है अब एक बैलेंस्ड 3 फेज वाई वाई सिस्टम एक 3 फेज सिस्टम है जिसमें एक बैलेंस्ड वाई कनेक्टेड सोर्स और एक बैलेंस्ड वाई कनेक्टेड लोड है अब हम 3 फेज 4 वायर वाई वाई कनेक्टेड सिस्टम पर विचार करते हैं जहां स्टार या वाई कनेक्टेड लोड स्टार कनेक्टेड सोर्स से कनेक्टेड है तो यह कैसा दिखेगा यदि आप यह डायग्राम देखते हैं कि सोर्स वाई कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स के इंटरनल इम्पीडेन्स के माध्यम से लोड के 'a' फेज से जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे सोर्स इम्पीडेन्स कहेंगे और फिर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेन्स होगा और फिर लोड इम्पीडेन्स तो अब सोर्स का फेज A ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से लोड के फेज A से जुड़ा है इसी तरह सोर्स का फेज B ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से लोड के फेज B से जुड़ा है और फिर लोड का फेज सोर्स के फेज C से जुड़ा है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से अब दोनों सोर्स और लोड के न्यूट्रल जुड़े हुए हैं के बराबर इम्पीडेन्स वाली वायर के माध्यम से तो अब आप देख सकते हैं कि यह कॉम्बिनेशन 3 फेज 4 वायर व्यवस्था है जहाँ सोर्स इम्पीडेन्स के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेन्स को भी एनालिसिस के लिए ध्यान में रखा जाता है अब चूंकि यह तीन सीरीज में हैं तो आप उन सभी को जोड़ सकते हैं जहाँ • जनरेटर के फेज वाइंडिंग के इंटरनल इम्पीडेन्स को दर्शाता है • लोड के एक फेज के साथ सोर्स के एक फेज में जोड़ने वाली लाइन का इम्पीडेन्स है • लोड के प्रत्येक फेज का इम्पीडेन्स है • न्यूट्रल लाइन का इम्पीडेन्स है अब पावर सिस्टम नेटवर्क में की तुलना में अक्सर बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम मान सकते हैं भले ही प्रश्न में कोई सोर्स या लाइन इम्पीडेन्स न दी गई हो किसी भी स्थिति में इम्पीडेन्स को एक साथ जोड़कर वाई वाई सिस्टम को उस सर्किट की तरह सरल बनाया जा सकता है जिसे हमने अगली स्लाइड में दिखाया है तो यदि आप इस मामले में देखते हैं कि हमने क्या किया है तो हमने उस व्यवस्था को सरल कर दिया है जिसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था और हमने को इकट्ठा कर दिया ट्रांसमिशन लाइन के लिए और नामक एक इम्पीडेन्स को लोड इम्पीडेन्स के लिए इसलिए अब यह बहुत सरल हो गया है और समझने में आसान अब हम कहते हैं कि सोर्स और लोड दोनों के फेज जुड़े हुए हैं A जुड़ा हुआ है A से B लोड के B से जुड़ा है C लोड के C से जुड़ा है अब मान लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है उस लाइन में जो सोर्स के फेज A को लोड से जोड़ती है है उसी प्रकार उस लाइन में जो सोर्स के फेज B को लोड के फेज B से जोड़ती है है और लाइन जो सोर्स के फेज C को लोड के फेज C से जोड़ती है है हम यह भी मानेंगे कि कुछ करंट है जो कि न्यूट्रल वायर में फ्लो हो रहा है जो कि सोर्स के न्यूट्रल को लोड के न्यूट्रल से जोड़ता है तो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्योंकि हमने मान लिया है कि पॉजिटिव सीक्वेंस होगा अब यदि आपको लाइन से लाइन वोल्टेज या बस लाइन वोल्टेज निकालने के लिए कहा जाए तो लाइन वोल्टेज या होगा इसका मतलब है कि a फेज और b फेज के बीच वोल्टेज तो यह आपका होगा फिर इसी तरह b और c के बीच का वोल्टेज है और फिर इसी तरह c और a के बीच होगा

तो लाइन वोल्टेज में आप देखेंगे कि ये अपने फेज वोल्टेज से 30 डिग्री लीडिंग हैं तो हम यह भी देखते हैं कि लाइन वोल्टेज अब मैगनीटुड में फेज वोल्टेज का गुना है अब यदि आप प्रत्येक फेज में KVL लगाते हैं तो आप वैल्यू लिख सकते हैं अब यहां फेजर है इसलिए करंट का एंगल के संबंध में की फेजर वैल्यू पर निर्भर करेगा तो एनालिसिस में हमें के फेजर वैल्यू के बारे में बहुत सावधान रहना होगा ताकि हम की फेजर की उचित वैल्यू का पता लगा सकें के सन्दर्भ में अब अगर आप जोड़ते हैं ताकि या अब चूंकि न्यूट्रल करंट भी जीरो होगा उस स्थिति में वोल्टेज का अंतर सोर्स के न्यूट्रल और लोड के न्यूट्रल के बीच जीरो के बराबर होगा क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसलिए न्यूट्रल वायर पर वोल्टेज जीरो होगा तो न्यूट्रल लाइन को इस प्रकार हटाया जा सकता है क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है जिससे आप न्यूट्रल वायर को हटा सकते हैं और यह आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि यदि सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड है तो न्यूट्रल वायर की आवश्यकता नहीं है और हम न्यूट्रल वायर सोर्स से लोड तक बिछाने की लागत को बचा सकते हैं इसलिए एक लंबी दूरी की पावर ट्रांसमिशन में जो कंडक्टर हम उपयोग करते हैं वे 3 के मल्टीपल्स में होते हैं क्योंकि हम 3 फेज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए कंडक्टर 3 के मल्टीपल्स में होंगे और पृथ्वी न्यूट्रल कंडक्टर के रूप में कार्य करेगी अब पावर सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सिस्टम सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर ग्राउंडेड है क्योंकि हम सिस्टम की सुरक्षा के साथ साथ उस व्यक्ति की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं जो पावर सिस्टम नेटवर्क पर काम करते हैं अब जबकि लाइन करंट प्रत्येक लाइन में करंट है फेज करंट भी इस मामले में बराबर है क्योंकि फेज करंट सोर्स या लोड के हर फेज का करंट होता है और जब हम Y Y कनेक्टेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि लाइन करंट फेज के बराबर ही है तो हम क्या करेंगे हम लाइन करंट के लिए सिंगल सबस्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे जो हम नहीं लिखेंगे हम लाइन करंट के लिए बस लिखेंगे क्योंकि यह समझा जाता है कि हम उस करंट के बारे में बात कर रहे हैं जो सोर्स से लोड में फ्लो हो रहा है तो यही कारण है कि हम दूसरा सबस्क्रिप्ट छोड़ देते हैं और हम केवल लिखते हैं अब बैलेंस्ड स्टार स्टार सिस्टम का एनालिसिस करने का वैकल्पिक तरीका है कि इसे प्रति फेज में परिवर्तित किया जाए क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड है आप तीन सिस्टम को इसके इक्विवैलेन्ट सिंगल फेज सिस्टम में बदल सकते हैं तो जब आप 3 फेज सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आप इस सर्किट में दिखाए गए इक्विवैलेन्ट को प्राप्त करते हैं जैसे कि जो कि फेज वोल्टेज है लाइन के माध्यम से लोड ZY से जुड़ा है तो एक लाइन सोर्स और लोड के फेज A से A के बीच कनेक्ट हो रही है और फिर दूसरी लाइन सोर्स और लोड के न्यूट्रल के बीच कनेक्शन है तो यह 3 फेज वाई वाई कनेक्टेड सिस्टम के इक्विवैलेन्ट सिंगल फेज होगा जिसकी हमने चर्चा की थी तो इस मामले में फिर से आप डायग्राम Diagram से देख सकते हैं कि तो हम फेज सीक्वेंस का उपयोग करते हैं अन्य लाइन करंट को प्राप्त करने के लिए क्योंकि हम जानते हैं कि फेज सीक्वेंस ABC है तो हम करंट की मदद से और की वैल्यू का आसानी से पता लगा सकते हैं जो हमें इसके सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट से मिला है तो जब तक सिस्टम बैलेंस्ड है हमें केवल सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट के मामले में एनालिसिस की आवश्यकता है इसलिए हम सभी हम ऐसा कर सकते हैं भले ही न्यूट्रल लाइन ना हो क्योंकि आप कह सकते हैं कि सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट बनाने के लिए न्यूट्रल वरचुअल्ली जुड़ा हुआ है अब हम अपने आज के सत्र को समाप्त करने से पहले एक उदाहरण लेते हैं हमारे पास 3 वायर स्टार स्टार कनेक्टेड सिस्टम है जो चित्र में दिया गया है तो हमारे पास पूरी तरह से बैलेंस्ड सोर्स वोल्ट फेज वोल्टेज के रूप में है लाइन इम्पीडेन्स तीनों फेज में 5 j2 है और लोड इम्पीडेन्स 10 j8 ओम है तो आप देखेंगे कि यह लोड भी स्टार कनेक्टेड है और यह स्टार कनेक्टेड सोर्स से जुड़ा हुआ है हम न्यूट्रल को नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि सिस्टम बैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे हम पहले इसके सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट को बनाएंगे ताकि जब आप सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट को बनाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो आपको वोल्टेज सोर्स मिलेगा और फिर आपके पास 5 j2 इम्पीडेन्स होगा और फिर फिर से लोड इम्पीडेन्स 10 j8 होगा तो यह इस सर्किट का सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट होगा यहाँ तो अब चूंकि वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव सीक्वेंस में हैं लाइन करंट भी पॉजिटिव सीक्वेंस में होंगे तो इसके साथ हम अपने आज के सत्र को समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमने ज्यादातर वाई वाई कनेक्टेड बैलेंस्ड सिस्टम के बारे में चर्चा की है तो अगले सत्र में हम स्टार डेल्टा के बारे में चर्चा करेंगे या आप कह सकते हैं कि वाई डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम धन्यवाद